सुप्रभात आइए हम पिछले लेक्चर नंबर 20 के सारांश को जल्दी से देख लेते हैं और आज के लेक्चर के मूल विषय पर आते हैं जो कि 2 चैनल फिल्टर बैंक पर है हम इसके संपूर्ण विचार पर गणितीय विश्लेषण के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे इस पूर्वाभास के साथ कि क्या होता है जब अलियासिंग उत्पन्न होती है अलियासिंग कहां होती है तथा वह तरीके जिनसे अलियासिंग होती है हम कल के लेक्चर के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करना चाहेंगे अतः लेक्चर 20 से जो प्रमुख बिंदुओं की व्याख्या आवश्यक है पहला जिसके विषय मैं हमने बात की थी वह है ओ एफ डी एम ट्रांसमीटर हम इसे ओ एफ डी एम मॉडल के संदर्भ में लिंक भी कर चुके हैं ट्रांसमीटर सेक्शन में हमने यह बताया कि यह कार्यात्मक ट्रांस मल्टीप्लैक्सर के बिल्कुल समान होता है जो टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग का रूपांतरण फ्रिकवेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग के रूप में करता है और यह फिल्टर बैंक की अवधारणा से संबंधित है टीडीएम TDM का उल्लेख एसडीएम OFDM के संदर्भ में करते समय हमें एक बिंदु का उल्लेख करना चाहिए TDM के अनेक चैनल होते हैं जिनमें से प्रत्येक को आप एक नेरो बैंड चैनल की तरह ट्रीट कर सकते हैं अतः यह मल्टीपल नेरो बैंड चैनल विशेष रूप से टाइम डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम है यह नेरो बैंड चैनल समय की दृष्टि से इंटरलीव्ड है अतः मल्टीपल नेरो बैंड चैनल है और दूसरी ओर वाइड बैंड सिग्नल है अतः जो आप कर चुके हैं कि कुछ नेरो बैंड सिग्नल ले चुके हैं और आपने उन्हें अलग अलग सेंटर फ्रीक्वेंसीइस पर रख चुके हैं जिससे आपको वाइड बैंड सिग्नल प्राप्त होते हैं और इस पद्धति से आप किसी वाइड बैंड सिग्नल को निर्मित कर सकते हैं अतः यह ओएमडीएम OFDM का एक शक्तिशाली पक्ष है कि बहुत वाइड बैंड सिग्नल बना सकते हैं 20 MHz 50 MHz 100 MHz बिना किसी जटिलता के निर्मित कर सकते हैं क्योंकि आप जिन्हें काम में ले रहे हैं वह प्राथमिक रूप से नेरो बैंड चैनल है जो आसानी से फ्रिकवेंसी डोमेन में मल्टीप्लेक्स हो जाते हैं यह कल के लेक्चर से मूल तत्व है और हमने 2 चैनल फिल्टर बैंक के केस को देखा और उसके परिणाम को मुझे यहां दर्शाने दीजिए समय स्लाइड देखें0303 यह एम चैनल M का जनरल सेटअप है जैसा कि हमने कल बताया था और यह डांसमल्टीप्लैक्सर से भिन्न है पारंपरिक दृष्टिकोण यह है कि एक फिल्टर बैंक में आमतौर पर एनालिसिस फिल्टर पहले और सिंथेसिस फिल्टर बाद में आते हैं एक ट्रांस मल्टीप्लेक्सर में वे स्थिति के संदर्भ में उलट जाते हैं क्योंकि आपके पास पहले सिंथेसिस हो रहा है लेकिन फिर से एक दृष्टिकोण से आप इसे ट्रांस मल्टीप्लेक्सर या एक पारंपरिक फिल्टर बैंक के रूप में अध्ययन कर सकते हैं अतः एनालिसिस विभाग में फिल्टर बैंक का प्राथमिक कार्य वाइड बैंड सिग्नल लेकर उसे सब बैंड में विभाजित करना है हम M 2 की धारणा लेते हैं यह स्पीच और इमेज में बहुत व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है प्रोसेसिंग में 2 चैनल फिल्टर बैंक उपयोग किए जाते हैं आप वास्तव में एक वृक्ष संरचना का निर्माण कर सकते हैं प्रमुख प्रश्न यह है कि हम M फैक्टर से डेसीमेट क्यों करते हैं यह प्रश्न कल पूछा गया था कि क्या हम M कर सकते हैं क्या आप M कम कर सकते हैं अतः यह एक प्रभावी प्रश्न है मुझे यह स्पष्ट कर देने दीजिए कि छांटने की विधि भी हमारी समीक्षा का भाग है यदि आप x n के सैंपलिंग रेट को कुछ n सैंपल सेकंड samplesecondके रूप में सोचते हैं और जब आप किसी ऐसी चीज को देखते हैं जिसे M के एक फैक्टर द्वारा डाउन सैंपल लिया गया है तो इसका मतलब है कि यह N M सैम्पल्स सेकंड samplessecond होगा और आपके पास उस प्रकार के M चैनल है उसका मतलब यह है इनकी सामूहिक डाटा रेट N है यदि आप कोई डाउन सैंपलिंग नहीं करते मैं M फैक्टर से प्रत्येक चैनल को डाउनसेंपल करूंगा और तब इनपुट रेट इनपुट आउटपुट सब बैंड सिग्नल के के बाद होगी यदि आपके पास प्रति सेकंड N सैंपल है आपको सिस्टम में कोई अतिरिक्त अतिरेकता लाने की अनुमति नहीं है अतः दूसरी ओर यदि हम एम M 1 लेते हैं तो आप कोई डाउनसेंपलिंग नहीं कर रहे आप म१ से डाउन सैंपल कर रहे हैं अतः चैनल के नंबर की संख्या नहीं है मूल रूप से मैंने डाउन सैंपल भाग को अकेले 1 सेट किया है उस दशा में आपके पास n सैंपल पर सेकंड n samplessec होंगे यह अच्छा नोटेशन नहीं है एम M 1 यह सोचा जा सकता है कि केवल एक ही चैनल है तो आपकी एक से डाउनसेंपलिंग जिसका मतलब है कोई डाउनसेंपलिंग नहीं अतः आप NM सैंपल प्रति सेकंड प्राप्त करेंगे सब बैंड से सब बैंड डीलिंग पर विचार प्राथमिक रूप से कंप्रेशन के लिए है हम क्या कर चुके हैं यदि आप डाउनसेंपल नहीं करते तो वास्तव में आप सिग्नल को एक्सपेंड कर रहे हैं अतः आप गलत दिशा में जा रहे हैं ससब बैंड को जनरेट करना वास्तव में लाभदायक नहीं है यदि आप एक सिग्नल को सब बैंड में विभाजित करने जा रहे हैं किंतु यदि आप कंप्रेशन की टर्म में भी सोच रहे हैं तो आप इस केस में बहुत रुचि लेंगे तो क्या आप N से कम सैंपल less than N samplessec प्राप्त कर सकते हैं जब हम कंप्रेशन पर आते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह केवल सैंपल्स की संख्या प्रति सेकंड की बात नहीं बल्कि उन बिट्स की है की जो आप इनके लिए उपयोग कर रहे हैं मान लो आप b1 बिट्स प्रति सैंपल उपयोग कर रहे हैं जो b1 N होगा यदि आप कहीं समाप्त करते हैं वह होगा b2N आपके परिणाम के अनुसार भी b2b1 हैं फिर भी यह कंप्रेशन है अतः आपने इसे प्रभावशाली रूप में कर दिया यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि आपके सैंपल दर को बढ़ने नहीं दिया मतलब नंबर्स ऑफ सैंपल पर सेकंडnumber of samplessec आपने रेजोल्यूशन को भी उस बिंदु पर कम किया कंप्रेशन उन सभी प्रारूपों में हो सकता है क्या मैं इसे n सैंपल प्रति सेकंड से भी कम कर सकता हूँ यदि मौलिक सिग्नल को नक्विस्ट रेट पर सैंपल किया जाए उसका मतलब है कि आपके पास सूचनाएं प्रस्तुत करने के लिए N सैंपल पर सेकंड N samplessec होने चाहिए यदि आप उससे नीचे किसी स्तर पर जाते हैं तो वास्तविक रूप से वह नेट रेट होगी और आप समस्या को प्रस्तुतीकरण करेंगे अतः आप सूचनाओं को खो देंगे अतः बिना सूचनाओं को खोए यदि आप सूचनाएं प्रस्तुत करना चाहते हैं और मूल सिग्नल नक्विस्ट सैंपलड था अतः क्योंकि हम को यह ज्ञात नहीं है कि इनपुट सिगनल क्या था अतः हम यह मान लेते हैं नक्विस्ट सैंपलड था तो हमने कहा कि मैं सब बैंड स्टेज पर सैंपलस प्रति सेकंड samplessecond की संख्या को संरक्षित करना है ना तो इन्हें बढ़ाना है और ना ही कम करना मुझे इससे समस्या का सामना करना पड़ सकता है और बेशक उस स्टेज पर एक कंप्रेशन हो सकता है हम M के फैक्टर से डाउनसेंपलिंग क्यों करते हैं अब जब मेरे पास M चैनल है जो M द्वारा डाउन सैंपलिंग के साथ संयुक्त है जहां उनमें से प्रत्येक को यह ऑपरेशन मिला है यह वह है जिसे हम मक्सिमली डेसीमेटड कहते हैं क्योंकि कोई भी चीज M है वह आपकी सैंपल दर को नीचे कर सकती है जिससे कि हमें समस्या उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि आपने अधिकतम संभव एक्सटेंट तक डाउनसेंपल की है यह बिंदु क्रमांक एक है दूसरा बिंदु है जब एक बार आप M फैक्टर से डाउनसेंपलिंग तय कर चुके हैं तो आप मुझे उस सिग्नल के स्पेक्ट्रम के बारे में क्या बताएंगे जो डाउनसैंपल हो रहा है यह तो 2 π M के आसपास होना चाहिए क्योंकि यदि यह 2 π M से बड़ा है तो आपको अलियासिंग में महत्वपूर्ण समस्या होगी अतः वह भी अड़चन है अतः आप का सब बैंड सिग्नल का बैंडविथ 2 π M के क्रम में ही होना चाहिए बेशक आपके पास एप्लीकेशन है जहां आप नॉन यूनिफार्म डाउनसेंपलिंग कर रहे हैं और यदि आप सोचें तो इस प्रकार की एक एप्लीकेशन हो सकती है आप इसे देखिए क्या यह निम्नलिखित प्रारूप में है मान लीजिए कि मैंने एक 2 चैनल स्प्लिट करें है तो मैं सभी फिल्टर को यहां लिखूंगा और यहां दो के फैक्टर से ही की गई डाउनसेंपलिंग है मैं सिर्फ इस शाखा को विभाजित करूंगा एवं डाउनसेंपलिंग की एक ओर स्टेज के फैक्टर से डाउनसेंपलिंग करूंगा अब यदि आप इसे देखें तो यह विभिन्न शाखाओं से की गई भिन्न डाउनसेंपलिंग प्रतीत होगी क्योंकि आपके पास दो ऊपरी शाखाओं के लिए चार और निचली दो शाखाओंlower 2 branch के लिए दो होगा इससे यह प्रतीत होता है कि आपके पास नॉन यूनिफार्म सिस्टम है क्यूंकि सिगनल्स की बैंडविथ भी भिन्न है लेकिन यह बहुत सावधानी के तरीके से बनाया गया है जैसे कि प्रत्येक ऊपरी शाखा का स्पेक्ट्रम 2 π 4 है इसकी बैंडविथ लगभग π 2 है तब पुनः नॉन यूनिफार्म प्रकृति आती है क्योंकि आपके पास एक डायमेंशन में अधिक सब बैंड है लेकिन ध्यान देने योग्य मुख्य बिंदु यह है कि मैं डाउनसेंपलिंग कब करता हूं मैं बैंडविथ को 2 π M रखना चाहता हूं कुल बैंडविथ अतः हम इसे डाउनसेंपल कर संरक्षित कर सकते हैं और क्योंकि यह व्यवहारिक फिल्टर है मैं इस बार बात पर जोर दूं कि यह दोनों दो के फैक्टर factor of 2 से कम ही की गई डाउनसेंपलिंग हो मैं किसी भी प्रकार अलियासिंग नहीं चाहता तो यह स्थिति प्राप्त हो सकती है अगला फिल्टर क्या होगा उसमें भी अलियासिंग की आवश्यकता नहीं होगी तो यह वही है जो दूसरा फिल्टर होगा अब यहां समस्याएं उत्पन्न होगी क्योंकि मैं यह नहीं जानता कि इस सूचना में क्या होता है सिग्नल खो गया है यदि मैं एक ऐसे फिल्टर पर जोर दू जिसमें अलियासिंग नहीं हो तो मैं सिग्नल सूचनाओं को खो दूंगा यह स्वीकार नहीं होगा क्योंकि मैं इसे वास्तव में बना नहीं सकता इसका सामना करने के लिए सिर्फ एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगी कि सिग्नल को π 2 से कुछ चौड़ा कर दिया जाए और सभी सिग्नल को कैप्चर किया जाए और यह भी π 2 से चौड़ा होगा क्योंकि ऐसा करना अपरिहार्य है अतः कुछ मात्रा में अलियासिंग होगी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमें इस सब बैंड विश्लेषण में जाना चाहिए यदि मैं अधिकतम सैंपल डाउनसेंपलिंग दर पर जो कि दो 2 है डाउनसेंपल करना चाहता हूं तो उसमें से प्रत्येक लगभग 2 π M बैंडविथ का होना चाहिए जिसका आशय है कि आसपास जुड़े चैनल्स में ओवरलैपिंग होगी सब बैंड अच्छा है और यह अलियासिंग में परिणाम दे सकता है लेकिन कहां पर चुनौती होगी और हम क्या करने जा रहे हैं यह आज के लेक्चर में देखेंगे अतः इस प्रकार की एक त्वरित समीक्षा की हम कहां है यह दो चैनल्स का केस है इनपुट सिगनल एक्स एनinput signal x n जिसे हम हाई और लौ पास सिग्नल में स्प्लिट करेंगे जिसे हम x0 and x1 के रूप में पुकारेंगे तथा इनमें से प्रत्येक की डाउनसेंपलिंग करेंगे जिसे v0 v1 कहेंगे फिर आप जानते हैं कि एक प्रोसेसिंग है पर हम कहते हैं कि विश्लेषण की इस अवस्था में हम प्रोसेसिंगprocessing को कंसीडर्ड नहीं कर रहे यह सिग्नल मूलतः सिंथेसिस फिल्टर से जुड़े हुए हैं अप सेंपलिंग दो के फैक्टर से तथा फिल्टर F0 और F1 के माध्यम से फ़िल्टरिंग है इस हिस्से को संरक्षित करना है क्योंकि अप सेंपलिंग स्पेक्ट्रम की दो प्रतियां उत्पन्न करेगा स्पेक्ट्रम में इस हिस्से को संरक्षित करने होंगे और आउटपुट सिगनल output signalउत्पन्न करने होंगे तो यह एक सेटअप था जिसे हमने कुछ स्टेप तक देखा मूलतः है डाउनलोडिंग का सिंपल स्टेप अप सेंपलिंग और फिल्टरिंग और हम कहेंगे इनपुट आउटपुट संबंध एक ट्रांसफर फंक्शन के रूप में दिए हुए हैं T X इनपुट सिगनल है और दूसरी टर्म जो X − z पर निर्भर है वह X का फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड वर्जन जहां अलियासिंग टर्म आती है यदि वह आउटपुट पर मौजूद है अब यहां एक डिस्टॉर्शन होगा क्योंकि मैं आउटपुट लूंगा जोकि X पर निर्भर है तथा इनपुट भी जो X − z है जो X का शिफ्टेड वर्जन है हमें यहां यह सावधानी रखने की आवश्यकता होगी जहां हम रुके थे उस हम कहेंगे कि इसे एक मैट्रिक्स इक्वेशन करने के रूप में लिखा जा सकता है इसकी संरचना निम्न प्रकार है हम अपने आप को जल्दी से रिफ्रेश कर ले यदि आप H 0 and H − z के विषय में बात करने जा रहे हैं यदि आप zejw को देखें इस यूनिट सर्कल पर तो यह है H −e jω H e jω−π बराबर होगा इसका कारण एक ओमेगा के समान है अर्थात इसने स्पेक्ट्रम को शिफ्ट कर दिया है यह केंद्र फ्रीक्वेंसी से 0 है अब 0 के की केंद्रीय फ्रीक्वेंसी या π तक होगी यदि आप इस प्रकार के एक सिग्नल या फिल्टर को देखें तो यह H 0e j ω है और यह इसका स्पेक्ट्रम होगा जो कि 2 π है जो शून्य के बराबर है H e j ω को π पर लोकेट किया जाएगा यदि H 0 लो पास फिल्टर है और H −z हाई पास फिल्टर है तो क्या यह दो फिल्टर ओवरलैप होंगे यह बैंडविथ पर निर्भर करेगा यदि आपने मौलिक चैनल चुना है तो आपकी बैंडविथ π से परे होगी मान ले कि आपने 2 π 3 चुना है तो यह π 3 है और यह π जिसका आशय है कि सिग्नल के पास ओवरलैपिंग की पर्याप्त मात्रा होगी मान लीजिए कुछ ऐसा है इसे जब आप शिफ्ट करेंगे तो इसके सैंपल को देखें तो हम H 0 − z को समझ सकते हैं सब बैंड स्प्लिटिंग स्टेज पर इनपुट को देखें तो हम कहेंगे कि H 0 H 1पर एक कांस्टेंट है कि इसके सिग्नल पर इन दोनों के बीच सभी सूचनाओं को एकत्र किया जा सके यदि आप H 0 को एक नेरो फिल्टर के रूप में चुनते हैं और चलिए हम कहें कि यह π 2 π 3 π 2 से π है और मूलतः आप इन फिल्टर्स की एक प्रति प्राप्त करेंगे इस क्रम में आप वास्तव में एक बैंड पास का निर्माण कर रहे हैं यह फिल्टर इस प्रकार का होना चाहिए यह ओवरलैप कर सके और शेष बचे स्पेक्ट्रम को भी प्राप्त करें ताकि जब मैं लाल सिग्नल को 2 के फैक्टर द्वारा डाउनसेंपल करता हूं तो मुझे बड़ी मात्रा में अलियासिंगका सामना करना पड़ेगा क्योंकि यह π 2 से बहुत चौड़ा है तो यह एक पेनल्टी होगी जिसका मुझे भुगतान करना होगा लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि H 0 और H 1के बीच सभी सूचनाएं एकत्रित करनी चाहिए यह वह बिंदु है जो हमने प्राप्त किया सारांश के रूप में यह मुख्य बिंदु है हम विशेष रूप से H 0 को एक लो पास फिल्टर के रूप में प्रयुक्त करें और फिर H 0 − z हमारी इक्वेशन में हाई पास फिल्टर के रूप में प्रकट होता है यह है H 0 π द्वारा शिफ्टेड है यानी आवृत्ति प्रतिक्रिया π द्वारा शिफ्टेड है यह एक अवलोकन है जो हमने किया और अब हम अलियासिंग को रद्द करने में रुचि रखते हैं यदि आप पीछे जाते हैं और पिछले समीकरण को देखते हैं जो हमने अलियासिंग के संदर्भ में बनाया है A12H0F0H1F1 आप आधा रख सकते हैं या नहीं इसका कोई महत्व नहीं हो सकता है आधा यहां पर और रख दें वहां कुछ ट्रांसफर फंक्शन टाइम X − z है यह X − z का आउटपुट में योगदान है जो आउटपुट पर X है XAXTX लेकिन हम अलियासिंग के रद्द किए जाने पर फोकस कर रहे हैं और एक लंबे समय से एक बहुत स्पष्ट पहल आपके पास है कई तरीकों से यह अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है कि अलियासिंग की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाए सबसे पहले या जल्दी एक समाधान अलियासिंग को रद्द करने के संदर्भ में आया हैं मैं उसे विकल्प एक कहूंगा क्योंकि अनेक समाधान इस संदर्भ में आए हैं मुझे विश्वास है कि आपने इस समस्या को देख लिया है इसे ध्यान से देखें तो हम समझ सकते हैं कि यह बहुत स्वाभाविक चीज है पहला समाधान निम्न है F0 H 1− z ∧F1 −H 0− z कंबीनेशन का प्रयोग अतः A H 0 − z H 1− zH 1 − z −1 H 0 − z 0 हैं अतः फिल्टर के चयन का यह समाधान वास्तव में क्या इंपोज करता है एक अजीब और गैर प्रेरणादायक स्थितियां है यहां एक त्वरित सारांश प्रस्तुत है H 0 जो लो पास फिल्टर है H 1 एक हाई पास फिल्टरhigh pass filter होना चाहिए यदि आप ऊपरी शाखा को लौ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स और निचली शाखा को हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स सिंथेसिस साइड की तरफ स्प्लिट करते हैं तो आपका फिल्टर F0 क्या चुनना चाहिए इसे लौ फ्रीक्वेंसीइस को पिक करना चाहिए तभी इसका कोई अर्थ होगा क्योंकि ऊपरी शाखा में लौ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं ताकि जब आप सिग्नल का रिस्ट्रक्चर करना चाहे तो आप अपनी शाखा से लो आवृत्ति ले सकते हैं तो इसका आशय होगा F 0 लो पास फिल्टर होगा क्योंकि जब मैं दो के फैक्टर से अप सैंपलिंग करूंगा तो मुझे मल्टीपल प्रतियां F0 प्राप्त होंगी पर यह किस प्रकार संतुष्ट करेंगी यदि H 1 हाई पास फिल्टर है तो H 1 लो पास फिल्टर होगा अतः कोई समस्या नहीं है अतः F0 एक लो पास फिल्टर होगा जो H 0 से नहीं बल्कि H 1 से कनेक्टेड होगा और स्वता ही एक हाई पास फिल्टर से कनेक्ट हो जाएगा यह H 0 से जुड़ेगा यह लौ पास फिल्टर को शिफ्ट कर देता है और एक फेस भी जोड़ता है मूलत माइनस पाई की फेसminus is phase term of π टर्म है और यह बताती है कि वे 2 टर्म एक दूसरे को रद्द कर सकती है यह भी प्रमुख प्रश्न है कि आप इन दोनों टर्म को किस प्रकार रद्द करेंगे आप इस बात से आश्वस्त हो जाए कि दोनों का मेग्नीट्यूड रिस्पांस समान है और फिर π का फेस बनाइए तो वह एक दूसरे को रद्द कर देंगे यदि आप कहते हैं कि एक सिग्नल के स्पेक्ट्रम को रद्द करना चाहते हैं तो आप इसे रद्द नहीं कर सकते इस सिग्नल से जिसका स्पेक्ट्रम कहीं और है मैं उन्हें तभी रद्द कर सकता हूं जब वह एक समान हो यदि मुझे विश्वास है कि उनका मेग्नीट्यूड एक समान है और उनका फेस है तो ही मैं उन्हें रद्द कर पाऊंगा तब यह फेस शिफ्ट पाईphase shift of π के बराबर होगा दो स्पेक्ट्रा को रद्द करना पुन्हा हमें एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि उक्त प्रक्रिया में हमने क्या अर्जित किया इनका ट्रांसफर फंक्शनएक समान है और इनमें 1 फेस शिफ्ट पाई π है यह बताता है इस विकल्प का प्रयोग कर हम अलियासिंग को भी रद्द कर सकते हैं अलियासिंग रद्द करने की प्रक्रिया को हम पूर्व में ही जान चुके हैं अतः बाकी सिस्टम के बारे में क्या यह ट्रांसफर फंक्शन का शेष भाग है अतः सिग्नल टर्म और अलियासिंग टर्म समाप्त होकर T12H0F0H1F112H0H1 H1H0 अब बेसिक डीएसपी DSP हम एक बहुत सामान्य अप्रोच लेने जा रहे हैं जहां हम कहते हैं T ¿ T e jω∨ejϕω मैं एक ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बात कर सकता हूं क्योंकि अब यह एल टी आय LTI सिस्टम है क्योंकि अलियासिंग को हटा दिया गया है अतः संबंध XTX होगा मूलतः ट्रांसफर फंक्शन T है और मैं इसे ϕ ω से रिलेट करने जा रहा हूं और मैं इसे ट्रांसफर फंक्शन का फेज रिस्पांस कहां जाता है अतः हमारे पास मेग्नीट्यूड रिस्पांस और फेज रिस्पांस है अब बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन के कुछ जोड़े आते हैं जो बहुत सरल किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रथम के अनुसार यदि मेरा T e jωc सभी ω के लिए मेरे द्वारा निर्मित सिग्नल में कोई मेग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन नहीं है रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल मे डिस्टॉर्शन होना बहुत महत्वपूर्ण है अलियासिंग को हटा दिया गया है अब यह ट्रांसफर फंक्शन है अर्थात इसमें मेग्नीट्यूड का हिस्सा और फ्री फेस पार्ट है अब यदि मेग्नीट्यूड में कुछ फनी है तो यह मेग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन है यदि फेस में कुछ आ गया है तो वह डिस्टॉर्शन उत्पन्न कर सकता है और फिर आप फेस डिस्टॉर्शन भी प्राप्त करेंगे आपके पास अलियासिंग मेग्नीट्यूड फेस aliasing magnitude phase यह तीन प्रकार के डिस्टॉर्शन आते हैं प्रथम का उपचार हमने कर लिया है दूसरे को भी हटाया जा सकता है यदि आप का ट्रांसफर फंक्शन बराबर एक है यह ट्रांसफर फंक्शन सेटिंग में समानता का मतलब है सभी पास फंक्शन ऑल पास फंक्शन लेकिन सभी ऑल पास फंक्शन विशेष रूप में बहुत कॉमन है जो हम इनकी विलंबता से जानते हैं हां कुछ ऑल पास फंक्शन में रिस्पांस एक के निकट होता है लेकिन यह आई आई आर फ़िल्टर है ऑल पास आई आई आर फ़िल्टर लेकिन मेरे पास fir सिस्टम है अब प्रश्न यह है कि क्या एफ आई आर सिस्टम ऑल पास एफ आई आर सिस्टम हो सकता है यह ऑल पास तो हो सकता है पर डिले नहीं आप प्रश्न को समझें ऑल पास फिल्टर आई आई आर IIR है जाना हुआ एक मात्र केस एफ आई आर ऑल पास फिल्टर डिले है पुनः एक प्रश्न उत्पन्न होता है की fir सिस्टम एक डिले चैन के रूप में बदल सकता है मगर हम अभी तक इसके चरणों को नहीं जानते इस बिंदु के संदर्भ में हमने क्रोनोलॉजिकल विकास किया है हमारा प्रश्न यह है कि T ऑल पास फंक्शन होना चाहिए हमारे ज्ञान के अनुसार केवल विलंब संभव है अतः अभी यह एक विकल्प नहीं है फेस के विषय में क्या फेस रेस्पॉन्स यदि ϕ ωabω है तो इसका मतलब है यह एक लीनियर ओमेगा linear ωहै अतः यह ट्रांसफर फंक्शन का एक सामान्य रूप है जैसा कि हमने कहा है लीनियर फेस युक्त ट्रांसफर फंक्शन लीनियर फेस ट्रांसफर फंक्शन पूर्णता स्वीकार किए जाने योग्य है क्योंकि यह बताता है X e− jωb X सेटिंग a0 अभी के लिए क्योंकि a नॉन जीरो है जैसा कि कांपलेक्स स्केल फैक्टर हैतो वास्तव में यह संबंधों की टर्म में क्या इंगित करता है X n x n−b b को एक इंटीरियरbinteger मानते हुए कहे की तो लीनियर फेस क्यों यह एक मुख्य बिंदु है यदि आउटपुट इनपुट का एक डिलेड वर्जन है तो आपको एक लीनियर फेस प्राप्त होगा आप कह सकते हैं कि मुझे 0 फेस चाहिए अर्थात एक नॉन कौसल सिस्टमयह ऐसी बात नहीं जिसे स्वीकार किया जाए अतः लीनियर फेस श्रेष्ठ है जो हम कर सकते हैं फेस डिस्कशन के संदर्भ में प्रमुख बिंदुओं का सारांश यह है कि 2 चैनल वाले फिल्टर बैंक में तीन प्रकार के डिस्टॉर्शन पाए जाते हैं पहला है या अलियासिंग डिस्टॉर्शन जिसे केवल A यदि A 0 है फिर एक अन्य प्रकार के डिस्टॉर्शन की बात करते हैं और वह ट्रांसफर फंक्शन डिस्टॉर्शन T जिसमें मेग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन होता है इसे समाप्त करने के लिए हमको ऑल पास फंक्शनall pass function की आवश्यकता होती है ऑल पास फंक्शन जिसे मूलतः T कहते हैं यदि हम फेस डिस्टॉर्शन को को समाप्त करना चाहते हैं यदि T लीनियर फेस के रूप में प्राप्त हो जाए तो पूरा सिस्टम व्यवस्थित हो जाएगा अलियासिंग से छुटकारा पाने के लिए भी ट्रांसफर फंक्शन आपके पास है क्या आप उसे ऑल पास जैसा बना सकते हैं इसका सर्वोत्तम केस लीनियर फैज है यदि आप दिखा सकते हैं कि T किसी भी तरह डिले हो जाती है तो यह एकदम सही है क्योंकि यह ऑल पास होता है और इसमें लीनियर इंटरफ़ेस भी होता है लेकिन प्रश्न यह है कि वास्तव में जब आप H 0 को डिजाइन लो पास फिल्टर के रूप में करते हैं और H 1 को डिजाइन ल पास फिल्टर के रूप में करते हैं लेकिन इनको लेते हुए जब हम T डिजाइन करते हैं तो इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं होता कि आउटपुट एक डिले होगा या नहीं अब हम इस जगह पर है कुछ मिनट यह विश्लेषण करने पर खर्च करने दीजिए कि 2 चैनल फिल्टर बैंक में क्या होता है अतः अब गणितीय फ्रेमवर्क को डालते हैं अब हम अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में चित्रात्मक प्रदर्शन संभवत श्रेष्ठ होता है और यहां हम अपनी एक सिग्नल को डाउनसेंपल करने की क्षमता का अनुमान लगाना चाह रहे हैं यह प्रारंभिक बिंदु है इन्हें बनाने में कुछ समय अवश्य लगता है लेकिन यह मूल्यवान है मेरे पास दो फिल्टर्स H 0 and H 1 है जो लगभग समान बैंडविड्थ के हैं अर्थात π 2 के अराउंड यह एक दूसरे को क्रॉसओवर करने चाहिए लेकिन कोई अन्य कन्सट्रैन्ट नहीं होना चाहिए यदि मेरा सिग्नल नक्विस्ट सैंपलड है तब मुझे सूचनाएं 0 से π प्राप्त करनी होंगी यह इनपुट सिगनल है अब मैं पहले फिल्टर को देखना चाहूंगा दूसरा फिल्टर इसे आधे रास्ते के आसपास क्रॉस ओवर कर रहा है अतः इस सिग्नल का वह हिस्सा जो लिया गया है वह X0 है यह H 0 है वही रंग प्रयुक्त किया गया है लाल H 0 है और नीला H 1 है हरा X है यह इनपुट सिगनल है अतः पहला हिस्सा जो हम पिक करनाचाहते हैं सिग्नल X0 कैसा लग रहा है X0 e j ω यह π का हिस्सा है ध्यान रहे कि सिग्नल का यह हिस्सा है जिसे पासबैंड के बीच कैप्चर किया था बिना किसी डिस्ट्रक्शन के और तब ट्रांजीशन बैंड आता है यह इनपुट का हिस्सा है जिसे फिल्टर H 0 द्वारा कैप्चर किया गया था इसकी एक प्रति 2 π की दूसरी ओर होगी यदि आप इसे 2 π के रूप में पाते हैं तो यह π है इस सिग्नल की एक प्रति है जो मिरर इमेज है अतः स्वयं को आश्वस्त कर ले कि आपका रेखाचित्र सिमिट्रिकल है आप और अच्छा कर सकते हैं अतः सिग्नल का दूसरा हिस्सा जो H 1 द्वारा उठाया गया है यह करना बहुत सामान्य प्रतीत हो सकता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि हम यह करने में सक्षम हो सके वास्तव में यह हमें इस बात की अंतर प्रेरणा देता है कि वास्तव में हमें 3 π 2 and 2 π डिजाइन करना है अतः कृपया X1 का स्पेक्ट्रम ड्रॉ कीजिए इसकी संरचना निम्न है π 2 3 π 2 यह सिग्नल का वह हिस्सा है जिसे स्पेक्ट्रम H 1 द्वारा उठाया जाता है इसमें एक हिस्सा और है जो इनपुट सिगनल में बिना किए प्रिजर्व प्राप्त होता है और वह है बराबर इसके बाद एक ट्रांजीशन बैंड आता है जिसमें आप एक स्लोपिंग पार्क देखते हैं और फिर बाकी हिस्सा जिससे हम सिग्नल प्राप्त कर रहे थे वह कट ऑफ हो जाता है अतः यह एक बार पुनः सेमैट्रिक होता है मेरे पास दो फिल्टर के दो हिस्से हैं जिन्होंने अपने अपने सिगनल्स के हिस्सों को पिक किया है जो 2 π क्रम में है कुल बैंडविथ जो हमें प्राप्त होनी चाहिए थी वह वास्तव में सॉरी कहना होगा वह π के बराबर नहीं है अतः दो के फैक्टर से डाउनसेंपलिंग कर सकते हैं पुन्हा इसकी पर्याप्त शर्ते हैं कि नेट बैंडविथ2 π M M 2 हो पहले हिस्से की कुल बैंडविथ π है और दूसरे हिस्से में π बैंडविथ प्राप्त की है अतः में डाउनसेंपलिंग कर सकता हूं तो पहला स्टेप होगा X 0 की डाउनसेंपलिंग करना हमने इसे V0 e jω द्वारा लेबल किया कृपया इसे स्केच कर दे सबसे पहले कहते हैं कि यह ½ फैक्टर का स्केल है अतः हमें इसे अकाउंट में लेना होगा अतः स्पेक्ट्रम संदर्भ में सिग्नल नीचे जाएगा और तक स्ट्रेच किया जाएगा यह कुछ इस प्रकार है जो नीचे की ओर जाता है और स्ट्रेच होता है इसका शिफ्टेड वर्जन भी हैं जिसे k0 द्वारा इंगित कर सकते हैं जो कि स्पेक्ट्रम का वर्जन है और यह k1 है यह डाउनसेंपल सिग्नल है जो कि ओवरलैप हुआ है अतः इसमें कुछ अलियासिंग है इस बिंदु पर हम नहीं जानते कि इसका विश्लेषण करना है पर अभी के लिए आप इस सिग्नल को डाउन सैंपल ड्रा कर सकते हैं यह V 1e jω और X 1e jω है अतः यदि मैं इसे पुन्हा डाउनसेंपल करूं तो मुझे 12 स्केलिंग फैक्टर प्राप्त होगा और यहां स्ट्रेचिंग है अतः यह शिफ्टेड वर्जन है अतः महत्वपूर्ण है कि हम इसे सही रूप से ड्रा करने में सक्षम हो और फिर स्केल्ड वर्जन भी ड्रा करने में समर्थ है अतः यदि आप आगे जाते हैं और सावधानी से ड्रा करते हैं तो आप स्ट्रेचिंग प्रक्रिया और शिफ्टिंग प्रक्रिया shifting process से होकर गुजरेंगे जो आप प्राप्त करेंगे उसे निम्न सिग्नल से प्रस्तुत कर सकते हैं π 2 π 3 π 2 और यह फैक्टर दो से स्ट्रैचिंग है और शिफ्टेड वर्जन है तो मूलतः आप फैक्टर 2 से इसे स्ट्रेच करते हैं और शिफ्टेड वर्जन को लागू करते हैं तो जो प्राप्त करेंगे वह है सिग्नल का वर्जन स्केल्ड वर्जन इसे क्रॉस ओवर करता है अतः मूलतः यह आधे का स्केल फैक्टर है बहुत सावधान रहें कि हमने यह कैसे किया और कैसे जनरेट किया यदि आपको याद हो कि हमने डाउनसेंपलिंग down sampling किस प्रकार की थी आपने क्या किया पहले आप ने दोहराया लेकिन शिफ्टेड वर्जन लिया और फिर उस से स्ट्रेच किया अतः यदि आपने शिफ्टेड वर्जन किया तो आप सिग्नल की एक प्रति प्राप्त करेंगे जो यहां शिफ्टेड वर्जन के लिए है और फिर आप इसे स्ट्रेच करेंगे मतलब जब आप यह हिस्सा प्राप्त करेंगे डाउनसेंपलिंग करते समय पासबैंड सिग्नल के लिए सावधान रहना होगा आश्वस्त हो जाए कि हमने सही स्केलिंग और फ्रीक्वेंसी प्राप्त की अगला स्टेप बिल्कुल स्ट्रेटफारवर्ड है कि V 0 से V 1 तक अप सैंपल सिग्नल प्राप्त करना हैं यह वास्तव में स्ट्रेट फॉरवर्ड है मुझे जल्दी से इसे स्केच करने दीजिए V 0 का स्पेक्ट्रम स्केल फैक्टर को दो बार दोहराएगा आधा अभी भी उपस्थित है अतः यह π 2 π 3 π 2 2 π है अतः इसका यह हिस्सा 12X0हैयह 12X0 शिफ्टेड वर्जन है अतः जो हमने प्रस्तुत किया वह अप सैंपल्ड सिग्नल द्वारा प्राप्त किया गया है मैं F0 को अप्लाई करता हूं जो लो पास फिल्टर है जिसकी हमें कुछ प्रतियां प्राप्त होंगी सिग्नल की पहली प्रति प्राप्त होती है जैसा कि हम चाहते थे इसने X − z के हिस्से को भी पिक किया है समस्या यहाँ आती है कि वह भाग जो हम रद्द करना चाहते हैं वह स्पेक्ट्रम का हिस्सा है जिसने निम्न टर्म में कंट्रीब्यूट किया है X −ejωF e j ω यह क्या है वास्तव में यह लाल फिल्टर का हरि रेखा से इंटरेक्शन है लेकिन शिफ्टेड वर्जन है अतः जो हम प्राप्त कर रहे हैं वह π 2 के आसपास है मैं कुछ प्रकार के उछाल प्राप्त करूंगा यह अवांछित हिस्सा है जो ऊपरी शाखा से आ रहा है अतः यहां फिल्टर की एक समान प्रति दूसरी ओर भी यह वंचित हिस्सा है अब जल्दी से हम एक दूसरा सिग्नल लेते हैं मात्र संपूर्णता के लिए मुझे विश्वास है आप स्वयं का भी कर सकते हैं यह सिर्फ संपूर्णता के लिए है π 2 3 π 2 को हमने सिग्नल की आकृति माना है शिफ्टेड वर्जन इस आकार का होने जा रहा है यह करने के लिए मुझे एक फिल्टर F1 अप्लाई करना होगा यह हाई पास फिल्टर है अतः हाई पास फिल्टर द्वारा रिस्पांस दिया जाएगा जो इस दिशा से गुजरेगा और एक वांछित हिस्सा है जो कैप्चर कर लिया गया है मैं उस हिस्से को देखना चाहूंगा जो अवांछित हिस्सा है और जिसे नीचे वाली शाखा ने कैप्चर किया है जिसे X1 −e jω F1e jω द्वारा प्रस्तुत किया गया था लेकिन हमारा परिणाम π 2 के आसपास है एक आकृति जो इसके समान या कुछ और फ्रीक्वेंसी कंटेंट्स में दिखती है तो सिग्नल कहीं और जीरो के रूप में क्यों गया एक और फिल्टर स्वयं 0 चला जाता है और दूसरी ओर स्पेक्ट्रम का अवांछित हिस्सा अतः अवांछित भाग जिसकी ओर हम देख रहे हैं वास्तव में वह वांछित भाग है इसलिए मैं वांछित भाग पर टिक मार्क करूंगा कि यह वांछित हिस्सा है और यह अवांछित हिस्सा है अवांछित हिस्सा को फ़िल्टर किया जाता है अब यह नोटिस कीजिए कि हम कब अलियासिंग को रद्द किए जाने के बिंदु पर पहुंचते हैं और वास्तव में क्या हो रहा है यह दो अवांछित भाग इससे एक दूसरे को रद्द कर रहे हैं और अब ऊपरी शाखा से क्या गुजर रहा है वह निम्न सिग्नल है एक सिग्नल जो इस ग्रुप में है वह जो कुछ ऊपरी शाखा से गुजर रहा है तथा निचली शाखा में सिग्नल पास करता है वह कुछ इस प्रकार का दिखता है और इन दोनों का कॉन्बिनेशन रिजल्टेंट रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल कहलाता है इसमें सभी फ्रिकवेंसी कंपोनेंट है लेकिन इन दोनों के कॉन्बिनेशन में मेग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन हो सकता है हम नहीं जानते फेस डिस्टॉर्शन हो सकता है पुन्हा वह भाग होगा जिससे हमें डील करना होगा अब अगला स्टेप लेते हैं इस बिंदु पर हम समस्या देखते हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास कौन से विकल्प बचे हैं क्या मैं फिल्टर डिजाइन H 0 और H 1 में कुछ कर सकता हूं स्वाभाविक रूप से मैं T को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं अतः मुझे एक मेग्नीट्यूड समस्या को हल करना होगा मुझे एक फेस डिस्टॉर्शन की समस्या को हल करना है जिससे कि उनमें से एक समाप्त किया जा सके मैं कोशिश करूंगा कि अपने आप को लीनियर फेस फिल्टर पर रख सकूं H 0 लीनियर फेस फिल्टर होना चाहिए यदि मेरा लीनियर फेस के रूप में सामने आता है अन्य शब्दों में T लीनियर फेस हो जाता है तो मैं अच्छी स्थिति में होगा इसका उत्तर यह स्पष्ट हो सकता है कि यह सही तरीका है क्योंकि यदि H 0 H1 को लीनियर फेस होने के लिए विवश किया जाता है तो उनका प्रोडक्ट भी लीनियर फेस होगा और इसलिए मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं इसलिए मैं एक विकल्प के रूप में उस विकल्प का पता लगाऊंगा दूसरा विकल्प जो हम ढूंढना चाहते हैं वह मल्टी रेट सिगनल प्रोसेसिंग multi rate signal processing है क्या मैं पॉलिफेज कंपोनेंट डोमेन में कुछ कर सकता हूं और H 0 को 2 पॉलिफेज कंपोनेंट में विभाजित कर सकता हूं और देख सकता हूं कि क्या बेहतर अंतर्दृष्टि है क्या यह सही है हम कह सकते हैं कि आप फिल्टर्स के विषय में डील करने की अपेक्षा जानते अधिक है किंतु क्योंकि डाउनसेंपलिंग होने जा रही है तो मैं इसे पॉली फेज डोमिन में देखना पसंद करूंगा यह दूसरा विकल्प है हम इन दोनों को पॉलिफेज एप्रोच से देखेंगे तथा लिनियर फेज रूप से भी फेस एप्रोच से भी देखेंगे तैयार रहिए आप जानते हैं कि चार प्रकार के लीनियर फेज फिल्टर होते हैं और हम दूसरी प्रकार के फिल्टर को ले रहे हैं और हम इसे उचित सिद्ध करेंगे यदि आप भूले ना हो तो टाइप टू लीनियर फेज को देखिए दूसरा विकल्प यह है कि आप इस आकृति को 2 चैनल फिल्टर बैंक के मामले में से फिर से ड्रा कर सकते है तो यह आपके लिए टास्क है टास्क यह की 2 चैनल मैक्सीमेल्ली डेसीमेटड फिल्टर बैंक डिज़ाइन करें आप निम्न कन्सट्रैन्ट के साथ पॉलिफेज कंपोनेंट करते हैं एनालिसिस फिल्टर बैंक के लिए टाइप 1 करें आप सिंथेसिस फ़िल्टर बैंक के लिए टाइप 2 करते हैं और फिर नोबल आइडेंटिटीज अप्लाई करे क्योंकि यह खुद को नोबल आइडेंटिटीज को लागू करने और सिंपलीफाइड स्ट्रक्चर प्राप्त करें आप इस प्रकार के स्ट्रक्चर के साथ तैयार है तो पहले स्टेप में पोलिस फेस कंपोनेंट पार्ट हम संबोधित कर सकते हैं दूसरे के लिए टाइप टू लीनियर फेस फिल्टर की व्याख्या करे हम प्लग इन करते हैं हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी स्थिति है जो हमें मिलती है इसलिए महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम इसे कैसे हल करते हैं क्या इनमें से कोई भी विकल्प हमें एक समाधान देता है जहाँ हम संतुष्ट हो सकते हैं X c z−n0 X or x ncx n−n0 यह क्यों है क्योंकि यह वह है जिसे हमने एक परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन के रूप में हम रेफर करते हैं आप इसे स्केल फैक्टर और डिले के अंतर्गत रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अतः आदर्श रूप में हम परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन प्राप्त करना चाहेंगे जहां कोई सिग्नल कंप्रेशन ना हो और दूसरी चीजें एक सिंथेसिस फिल्टर हो और अतः यह हमारा अल्टीमेट टारगेट है जिसमें अलियासिंग ना हो T e jωc e− jωn0 यह स्केल फैक्टर है एक लीनियर फेस और वह परिणाम जिसकी हमें तलाश है ठीक है तो हम यहीं रुक जाते हैं लेकिन कृपया पॉलिफेज का क्रियान्वयन ट्राई करें साथ ही टाइप 2 लीनियर फेस फिल्टर की समीक्षा भी करें जो अगली कक्षा में हमारे लिए बहुत सहायक होगा टाइप 2 लीनियर फेस फिल्टर Oppenheim and Schafer ने प्रस्तुत किया है वह भाग जो हमने आज किया वह PP Vaidyanathan's book अध्याय 5 की पुस्तक में है पुनः निश्चय ही मैं इसे पढ़ने के लिए आपको इसलिए प्रोत्साहित कर रहा हूं क्योंकि यह उन सभी चीजों के लिएस्टेज सेट करेगा जो अगली कक्षा में चर्चा करने जा रहे हैं धन्यवाद